अब सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मैनेजमेंट के शेष भाग को देखते हैं हम पहले कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसीजरदेखेंगे फिर हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए उपलब्ध कुछ टूल देखेंगे और फिर अंत में हम कुछ अन्य प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल देखेंगे इसलिए हमने पहले से ही कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्सकॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की विभिन्न शब्दावली पर पिछली कक्षा में चर्चा की है अब देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कैसे किया जाता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट निम्नलिखित दो प्रिंसिपल एक्टिविटीज है एक कॉन्फ़िगरेशन आईडेंटिफिकेशन फिर दूसरा कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल के माध्यम से किया जाता है इस कॉन्फ़िगरेशन आईडेंटिफिकेशनप्रोसीजरमें यह तय करना शामिल है कि सिस्टम के किन हिस्सों को कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के तहत रखा जाना चाहिए कौन से आइटम को आपके एसआरएस डॉक्यूमेंट कोड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट परीक्षण योजना आदि जैसे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के तहत रखा जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल में इस प्रोसीजरका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सिस्टम में किए गए चेंजिंस वे बहुत आसानी से होते हैं हम पहले कॉन्फ़िगरेशन आईडेंटिफिकेशनके बारे में विस्तार से देखेंगे और फिर हम इस कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल के बारे में देखेंगे इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आम तौर पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजरसे जुड़े वर्क प्रोडक्टसों को तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं इसलिए वर्क प्रोडक्ट हो सकते हैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया है एसआरएस डॉक्यूमेंट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कोड टेस्ट प्लान वगैरह या डिज़ाइन प्लान के मामले हो सकते हैं जो वे वर्क प्रोडक्ट हैं उन्हें तीन श्रेणियों कंट्रोल्ड प्रोडक्ट्स प्रिकंट्रोल प्रोडक्ट्स और अनकंट्रोल्ड प्रोडक्ट्स में विभाजित किया जा सकता है तो देखते हैं कि कंट्रोल वर्क प्रोडक्ट क्या हैं कंट्रोल्ड वर्क प्रोडक्ट्स वे हैं जो हैं कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल के तहत रखा जाता है इसका मतलब है वर्क प्रोडक्टस जो कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल के तहत रखे जा सकते हैं इन्हें कंट्रोल वर्क प्रोडक्टसों के रूप में जाना जाता है इन्हें बदलने के लिए टीम के सदस्यों को कुछ फॉर्मल प्रोसीजर्स का पालन करना चाहिए उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए कुछ स्वीकृत प्रोसीजर्स फॉर्मल प्रोसीजर्स का पालन करना होगा हम प्रोसीजरपर चर्चा करेंगे फिर प्रिं कंट्रोल्ड वर्क प्रोडक्टस वे वर्क प्रोडक्टस हैं जो अभी तक कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल में नहीं हैं लेकिन अंततः वे कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल में होंगे निकट भविष्य में हो सकते हैं और फिर अंत में एक यह अनकंट्रोल्ड वर्क प्रोडक्टस है ये वर्क प्रोडक्टस हैं जो कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल के अधीन नहीं होंगे वे कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल के अधीन नहीं होंगे ये कंट्रोलीय वर्क प्रोडक्टस और प्रिं कंट्रोल्ड वर्क प्रोडक्टस और प्रिं कंट्रोल्ड वर्क प्रोडक्टस एक साथ इन्हें कंट्रोलीय वर्क प्रोडक्टसों के रूप में जाना जाता है तो फिर हम देखते हैं कि कौन से वर्क प्रोडक्ट आ सकते हैं जिनके तहत प्रोडक्ट काम कर सकते हैं कंट्रोलीय वर्क प्रोडक्टस की तरह आते हैं जैसे मैंने आपको पहले ही आवश्यकता बताई है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जैसे कि DFDs UML डायग्रामस वगैरह टूल जो सिस्टम में उपयोग किए जाते हैं जैसे कि कंप्लायर्स लिंकर्स लोडर लेक्सिकल एनालाइज़र पार्सर वगैरह वे कंट्रोल स्तर के वर्क प्रोडक्ट के तहत आ सकते हैं इसी प्रकार प्रत्येक मॉड्यूल के लिए सोर्स कोड जिसे एक कंट्रोलीय वर्क प्रोडक्टसों के रूप में भी माना जा सकता है डिजाइन टेस्ट केसेस टेस्ट प्लान वगैरह वे भी कंट्रोलीय वर्क प्रोडक्टस के तहत आ रहे हैं और अंत में प्रॉब्लम रिपोर्टस है कि वे क्या हो सकते हैं वे कंट्रोलीय वर्क प्रोडक्टसों के अंतर्गत भी आ सकते हैं अगला हम कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल के बारे में देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कैसे करें या इस कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल को कैसे करें इसलिए कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल या तो प्रोसेस या कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है जो डेवलपर्स के दिन प्रतिदिन के संचालन को सबसे अधिक प्रभावित करता है कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल यह केवल ऑथराइज चेंजिंस की अनुमति देता है इसलिए जिन व्यक्तियों को ऑथराइज किया जा रहा है वह एक प्रोजेक्ट हो सकती है जो संचालन समिति या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इसलिए कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल यह केवल उन व्यक्तियों को अनुमति देगा जो केवल ऑथराइज हैं कंट्रोल वस्तुओं के लिए उन ऑथराइज व्यक्तियों द्वारा किए गए चेंजिंस और यह किसी भीअनऑथराइज चेंजिंसों को रोकता है जो कोई भी हम चाहते हैं कि हम चेंजिंस नहीं कर सकते इसलिए उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से या स्टीयरिंग समितियों से अनुमति लेनी होगी तो यही कारण है कि कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल यह केवल ऑथराइज चेंजिंसों को कंट्रोल करने की अनुमति देता है और यहअनऑथराइज चेंजिंसों को रोकता है प्रोजेक्ट मैनेजर दे सकता है अनुमति कुछ विशिष्ट सदस्यों कोऑथराइजेशनदे सकता है जो किसी स्पेसिफाइड वर्क प्रोडक्टस को बदलने या उनकी सहायता करने में सक्षम होंगे और वे अन्य किसी भी अनऑथराइज चेंजिंस या किसी भी अनऑथराइज उनको एक्सेस नहीं कर सकता हैं एक कंट्रोल्ड वर्क प्रोडक्टस जैसे कि वर्क कोड वगैरह एक डेवलपर को बदलने के लिए उसे एक ऑपरेशन के माध्यम से मॉड्यूल की एक निजी प्रति प्राप्त करनी होगी जिसे रिजर्व ऑपरेशन कहा जाता है वह सिर्फ मास्टर कॉपी पर बदलाव नहीं कर सकता उसे पहले अनुरोध करना होगा या उसे पहले एक कॉपी के लिए रिजर्वकरना होगा और एक बार जब उसका अनुरोध स्वीकृत हो जाता है तो उसे एक प्राइवेट कॉपी दी जाएगी जहां आप बदलाव करेंगे फिर उस कॉपी का टेस्ट किया जाएगा यदि सब कुछ सफल है यदि प्रोजेक्ट मैनेजर की प्रोजेक्ट समिति चेंजिंसों को मंजूरी देती है तो केवल उस मास्टर कॉपी को इस डेवलप प्राइवेट कॉपी से बदल दिया जाएगा यह है कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल यह प्रोसीजर कैसे काम करता है तो आइए हम बताते हैं कि यह कॉन्फ़िगरेशन इस प्रोसीजरके काम को कैसे कंट्रोल करता है जैसा कि मैं पहले ही कर चुका हूं आपको बताया कॉन्फ़िगरेशन प्रोसीजरमें दो मुख्य महत्वपूर्ण ऑपरेशन होंगे एक रिजर्व और एक रिस्टोर है आप देखें तो मान लें कि यह डेवलपर का कार्य स्थान है एक डेवलपर किस कॉन्फ़िगरेशन आइटम W 3 में कुछ बदलाव करना चाहता है इसलिए उसे क्या करना है उसे इस प्रोजेक्ट मैनेजर को या स्टीयरिंग कमेटी को एक रिजर्व मैसेज भेजना होगा जिसमें रिक्वेस्ट किया गया है कि मैं कॉन्फ़िगरेशन आइटम W 3 कुछ बदलाव करना चाहता हूं इसलिए यदि उसका रिक्वेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर या स्टीयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित किया गया है तो डब्ल्यू 3 की एक प्राइवेट कॉपी यह कॉन्फ़िगरेशन आइटम डेवलपर को दी जाएगी फिर डेवलपर किसी भी प्रकार के चेंजिंस जो वह चाहता है करेगा जो उचित है वह डब्ल्यू 3 पर चेंजिंस करेगा वह कृपया याद रखें कि वह सीधे मास्टर्स कॉपी में नहीं करेगा W 3 की एक कॉपी प्राइवेट कॉपी के रूप में दी जाएगी डेवलपर इस प्राइवेट कॉपी में चेंजिंस करेगा और फिर यह क्या उसने प्राइवेट कॉपी में क्या बदलाव किए हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या स्टीयरिंग समिति को भेजा जाएगा हम इसे एक समिति के रूप में बुलाते हैं जिसे CCB के रूप में एक समिति कहा जाता है मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा इसलिए वह समिति तब वह चेंजिंसों के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी यदि वे संतुष्ट हैं तो वे चेंजिंसों को मंजूरी देंगे और उसके बाद अगर सब कुछ मंजूर है हाँ चेंजिंस सही हैं तो क्या डेवलपर इस मास्टर कॉपी डब्ल्यू 3 को विकसित या हां विकसित कॉपी के साथ या प्राइवेट कॉपी के साथ एक ऑपरेशन के माध्यम से बदल देगा जिसे रिस्टोर ऑपरेशन कहा जाता है सलिए रिजर्व ऑपरेशन के माध्यम से वह डब्ल्यू 3 की एक कॉपी रिजर्व कर सकता है और उसे एक प्राइवेट कॉपी जारी की जाएगी और फिर रिस्टोर ऑपरेशन के साथ फिर वह और यदि बदलावों को मंजूरी दे दी जाती है तो डेवलपर बहाल कर सकता है इन निजी रूप से विकसित इस प्राइवेट कॉपी को इसे मास्टर्स कॉपी जगह में रखा जा सकता है इसका मतलब है कि मास्टर कॉपी को इस प्राइवेट कॉपी से बदल दिया जाएगा अगर वह सीसीबी द्वारा अप्रूव्ड है तो यह दो अलग अलग महत्वपूर्ण ऑपरेशन रिजर्व और रिस्टोर का उपयोग करके कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल प्रोसीजर होता है इसलिए यह बात मैंने यहां बताई है कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल किसी भी समय एक मॉड्यूल को रिजर्व करने के लिए केवल एक टीम के सदस्य को अनुमति देता है इसलिए क्योंकि हमने पहले से ही कॉन्करेंट एक्सेस की समस्या को देखा है यह एक बार में एक से अधिक लोगों को रिजर्व करने की अनुमति नहीं देगा यही कारण है कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल किसी भी समय किसी विशेष मॉड्यूल को रिजर्व करने के लिए केवल एक टीम के सदस्य को अनुमति देता है एक बार जब वह वर्क प्रोडक्टस रिजर्वहो जाता है तो वह किसी अन्य मॉड्यूल को उसी मॉड्यूल को रिजर्वकरने की अनुमति नहीं देता है जब तक कि रिजर्वमॉड्यूल को बहाल नहीं किया जाता है तो इस तरह से हम एक मॉड्यूल को एक साथ रिजर्वकरने के लिए एक से अधिक डेवलपर को रोक सकते हैं या रोक सकते हैं इस प्रकार जो समस्याएं समवर्ती पहुंच से जुड़ी हैं जिनका ध्यान रखा जा सकता है अब देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल के तहत किसी वर्क प्रोडक्टस में मॉडिफिकेशन कैसे किए जाते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब किसी डेवलपर को किसी वर्क प्रोडक्टस को बदलने की आवश्यकता होती है तो वह सबसे पहले एक रिजर्व के लिए रिक्वेस्ट करता है तब उस रिजर्व के रिक्वेस्ट को केवल तभी सम्मानित किया जाता है जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट द्वारा उचित ऑथराइजेशन दिया गया हो अन्यथा इस रिक्वेस्ट को सम्मानित नहीं किया जाएगा ठीक है तो एक टीम के सदस्य द्वारा एक रिजर्व के रिक्वेस्ट केवल तभी सम्मानित किया जाता है जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट द्वारा उस विशिष्ट वर्क प्रोडक्टस के लिए सदस्य को उपयुक्त ऑथराइजेशन दिया गया हो रिज़र्व कमांड सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट होने के बाद वर्क प्रोडक्टस या कॉन्फ़िगरेशन आइटम की एक प्राइवेट कॉपी उसकी लोकल डायरेक्टरी में बनाई गई है और तब और प्रोजेक्ट या डेवलपर वह निजी कॉपी पर विशिष्ट वर्क प्रोडक्टस के लिए आवश्यक चेंजिंस कर सकता है न केवल मास्टर कॉपी वह केवल प्राइवेट कॉपी में कोई भी चेंजिंस कर सकता है फिर एक बार जब डेवलपर ने संतोषजनक रूप से सभी आवश्यक चेंजिंसों को पूरा कर लिया है तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट रिपोजिटरी में इन चेंजिंसों को रिस्टोर करने की आवश्यकता है हालांकि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए परिवर्तित वर्क प्रोडक्टस को रिस्टोर करना इसे अप्रूवल की आवश्यकता है इसके लिए एक बोर्ड की अनुमति चाहिए जिसे चेंजिंस कंट्रोल बोर्ड कहा जाता है चेंजिंस कंट्रोल बोर्ड आमतौर परडेवलपमेंटदल के सदस्यों के बीच सदस्यों को ले जाकर बनाया जाता है अब हर उस चेंज के लिए जिसे CCB नियंत्रित वर्क प्रोडक्टस में किए गए चेंजिंसों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करता है और कुछ पहलुओं को प्रमाणित करता है जो चेंजिंसों के बारे में कुछ कॉमेंटस का समर्थन करते हैं वे इन पहलुओं में कॉमेंट्स दे सकते हैं कि चेंजिंस अच्छी तरह से प्रेरित है डेवलपर ने डॉक्यूमेंट पर विचार किया है कि डेवलपर्स ने पहले से ही विचार किए गए चेंजिंस के प्रभावों को क्या माना जाएगा और क्या कोई प्रतिकूल प्रभाव है या केवल सकारात्मक प्रभाव होगा यदि कोई नकारात्मक प्रभाव भी डेवलपर ने पहले ही उल्लेख किया है लिहाजा समिति को इसकी जानकारी है तब चेंजिंस अन्य डेवलपर्स द्वारा किए गए चेंजिंसों के साथ अच्छी तरह से बाधित होते हैं इसलिए विशेष डेवलपर ने क्या बदलाव किए हैं क्या वे चेंजिंस हैं जो अन्य डेवलपर द्वारा किए गए अन्य चेंजिंसों के साथ अच्छी तरह से बातचीत कर रहे हैं जो कि समिति भी देखेगी और फिर उपयुक्त लोग CCB से हो सकते हैं उन्होंने चेंजिंस को मान्य किया है उन्होंने चेंजिंस का टेस्ट किया है उन्होंने चेंजिंस को मान्य किया है उदाहरण के लिए किसी ने चेंजड दिया गया है कोड का चेस्ट किया है और वेरीफाई किया है कि चेंजिंस कोड उनकी आवश्यकता के अनुरूप है इसलिए यदि वे वेरीफाई करते हैं और समिति या CCB उस वर्क प्रोडक्टस में किए गए चेंजिंसों के हर पहलू से संतुष्ट हैं तो वे अप्रूव करेंगे और वे अनुमति देंगे और फिर कौन सा सॉफ़्टवेयर डेवलपर वह रिप्लेस कर सकता है वह रिस्टोर कर सकता है इन बदली हुई कॉपी के साथ मास्टर कॉपी तो अब देखते हैं कि CCB वहां मौजूद होगा सामान्य रूप से परिवर्तित कंट्रोल बोर्ड के साथ शायद ही कभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्वयं के समूह के लोगों का एक समूह हो अगर वह CCB की भूमिका का परीक्षण करता है बहुत बड़ी प्रोजेक्ट ओं को छोड़कर चेंजिंस कंट्रोल बोर्ड के कार्यों को आमतौर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या डेवलपमेंट टीम के कुछ वरिष्ठ सदस्य द्वारा छुट्टी दे दी जाती है इसलिए एक बार CCB मॉड्यूल में बदलावों की रिव्यू करता है और इन सभी चेंजिंसों को अप्रूव करता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर एक रिस्टोर ऑपरेशन के माध्यम से पुराने कॉन्फ़िगरेशन आइटम को नए के साथ अपडेट करता है एक कॉन्फ़िगरेशन टूल किसी डेवलपर को अपने स्थानीय प्रति के साथ कॉन्फ़िगरेशन में एक वर्क प्रोडक्टस को बदलने की अनुमति नहीं देता है जब तक कि उसे सीसीबी सेऑथराइजेशनऑथराइजेशन नहीं मिलता है इसलिए जब तक कि CCB प्राधिकृत नहीं करता जब तक कि CCB चेंजिंसों को मंजूरी नहीं देता भले ही सॉफ्टवेयर डेवलपर को प्राइवेट कॉपी मिल गई हो लेकिन वह इसे अपलोड नहीं कर सकता है वह इस मॉडिफाइड कॉपी को रिस्टोर नहीं कर सकता है यही कारण है कि कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल टूल यह किसी भी डेवलपर को कॉन्फ़िगरेशन में काम प्रोडक्ट को उसकी लोकल कॉपी के साथ बदलने की अनुमति नहीं देता है जब तक कि उसे सीसीबी सेऑथराइजेशनया अनुमति नहीं मिलती है इसलिए अपूर्ण रूप से संशोधित या अनुचित रूप से संशोधित या अनुचित रूप से संशोधित वर्क प्रोडक्टसों उन्हें कॉन्फ़िगरेशन में अपडेट नहीं किया जा सकता है इसलिए हमारे पास अंतिम श्रेणी है जो हमने पहले ही देख लिया है कि हमने किस वर्जनसंस्करण को देखा है छोड़ें हमने पहले ही देखा है कि वर्जनसं को कैसे मैनेज किया जा सकता है सॉफ्टवेयर क्या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हमने देखा है हमें जल्दी से देखते हैं कि विभिन्न रिलीज को कैसे प्रबंधित किया जा सकता है इसलिए मैनेजमेंट जारी करें रिलीज मैनेजमेंट प्रोसीजर यह एक सॉफ्टवेयर की नई रिलीज प्रदान करने के लिए और उपयोगकर्ताओं की ओर से आसानी से प्राप्त करने और एक नई रिलीज का उपयोग करने के लिए डेवलपर्स द्वारा किए गए कार्य को व्यवस्थित करती है इसलिए दो महत्वपूर्ण चीजें देखें जो आप देख सकते हैं कि वास्तविक रिलीज मैनेजमेंट प्रोसीजरदो चीजों को व्यवस्थित करती है डेवलपर्स द्वारा किए गए कार्य सॉफ्टवेयर की एक नई रिलीज कैसे प्रदान करें और उपयोगकर्ताओं के लिए वे आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं और एक नई रिलीज का उपयोग करें यह रिलीज मैनेजमेंट प्रोसीजरद्वारा प्रदान किया जा सकता है रिलीज़ प्रोसीजरमें वह शामिल होना चाहिए जो अब देखता है कि यह रिलीज़ मैनेजमेंट उपयोगकर्ताओं द्वारा इंटरनेट से रिलीज़ को आसानी से डाउनलोड करने की सुविधा प्राप्त करने के बाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है फिर इसीलिए यह रिलीज मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो गया है रिलीज की प्रोसीजरमें डेवलपर की ओर से न्यूनतम प्रयास शामिल होना चाहिए देखें दो महत्वपूर्ण हितधारक हैं डेवलपर और साथ ही उपयोगकर्ता इस रिलीज प्रोसीजरमें सॉफ्टवेयर के एक नए रिलीज को अपलोड करने के लिए डेवलपर की ओर से कम से कम प्रयास शामिल होना चाहिए इसी तरह उपयोगकर्ताओं के लिए इस प्रोसीजरमें इसे डाउनलोड करने और इसे इंस्टॉल करने के लिए न्यूनतम प्रयास शामिल होना चाहिए उदाहरण के लिए जब सिस्टम का एक नया वर्जन जारी किया जाना है तो टूल को ऑटोमेटिकली यह निर्धारित करना चाहिए कि चेंज कंपोनेंटस क्या होंगे उनके बीच निर्भरता और सभी इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट उन्हें एक समूह के रूप में रिट्रीव करना चाहिए ताकि वहां होगा असंगति की कोई संभावना नहीं है साथ ही अनावश्यक और अपरिवर्तित कंपोनेंट के रिट्रीवरल से बचा जाना चाहिए इसलिए जब भी कुछ अनावश्यक कॉम्पोनेंट्स की पुनर्प्राप्ति होगी कुछ अन चेंज कॉम्पोनेंट हैं जिन्हें रिलीज मैनेजमेंट टूल से बचना चाहिए अब आइए देखें कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कई कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल उपलब्ध हैं उनमें से कुछ स्वतंत्र हैं इसका मतलब हैओपन सोर्स टूल और कुछ अब किसी तरह से कुछ कमर्शियल टूल हैं इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि कुछ खुले स्रोत टूल क्या हैं इसलिए UNIX सिस्टम पर दो लोकप्रिय कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल हैं ये हो सकते हैं ये ओपन सोर्स हैं एक SCCS है इसे सोर्स कंट्रोल सिस्टम के रूप में नामित किया गया है एक और आरसीएस है जो कि एससीएससी या आरसीएस में संशोधन कंट्रोल सिस्टम के लिए खड़ा है जिसका उपयोग वे टेक्स्ट फ़ाइलों के विभिन्न वर्जनस को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए कर सकते हैं कृपया याद रखें कि उनका उपयोग पाठ के विभिन्न वर्जनसं के विभिन्न टेक्स्ट के मैनेजमेंट के लिए किया जा सकता है फ़ाइलें वे बाइनरी फ़ाइलों को संभाल नहीं करते हैं उदाहरण के लिए एग्जीक्यूशन योग्य फाइलें डॉक्यूमेंट फाइल बदलते डायग्राम वगैरह वे SCCS और RCS द्वारा नियंत्रित नहीं किए जा सकते हैं SCCS और RCS वे अलग अलग वर्जनसं को स्टोर करने का एक कुशल तरीका प्रदान करते हैं जो कि कब्जा किए गए डिस्क स्थान की मात्रा को कम करते हैं तो ये टूल वे वर्जनसं को स्टोर करने के लिए कुछ कुशल तरीका प्रदान करते हैं जो कि कब्जे वाले डिस्क स्थान की मात्रा को कम कर देंगे अब देखते हैं कि एक मॉड्यूल मॉड तीन वर्जनसं में मौजूद है उदाहरण के लिए एक मॉड्यूल मॉड तीन संस्करणों में मौजूद है मॉड्यूल 11 मॉड्यूल 11 मॉड्यूल 13 हो सकता है फिर टूल एससीसीएस या आरसीएस वे मूल मॉड्यूल को संग्रहीत करते हैं जो मॉड्यूल 11 को मॉड्यूल 11 से मॉड्यूल 12 में मॉड्यूल 13 में बदलने के लिए आवश्यक चेंजिंसों के साथ मिलकर 13 कृपया देखें कि वे सभी संस्करणों मॉड्यूल 11 मॉड्यूल 12 और मॉड्यूल 13 को स्टोर नहीं करेंगे वे मूल मॉड्यूल बेसलाइन मॉड्यूल मॉड्यूल 11 को स्टोर करेंगे इसके साथ ही वे उन बदलावों को संग्रहित करेंगे जिनके लिए मॉड्यूल 11 से मॉड्यूल 12 और मॉड्यूल 12 मॉड्यूल 13 से बदलना आवश्यक है तो मूल रूप से वे बेसलाइन संस्करण मॉड्यूल 11 और मॉड्यूल 11 मॉड्यूल 13 में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक चेंजिंस संग्रहीत करेंगे प्रत्येक बेसलाइन फ़ाइल को अगले वर्जन में बदलने के लिए आवश्यक चेंजिंस संग्रहीत हैं और हैं डेल्टास कहा जाता है तो बेसलाइन मॉड्यूल से बदलने के लिए जिन बदलावों की आवश्यकता है वे आपके मॉड्यूल 11 से मॉड्यूल 12 तक हो सकते हैं तो ये चेंजिंस जो प्रत्येक बेसलाइन फ़ाइल को अगले वर्जन में बदलने के लिए आवश्यक हैं वे संग्रहीत हैं और इन चेंजिंसों को डेल्टास कहा जाता है पूर्ण रिवाइज फ़ाइलों को संग्रहीत करने के बजाय डेल्टास को संग्रहीत करने के पीछे मुख्य कारण डिस्क स्थान को बचाने के लिए है इसलिए यदि आप इन सभी संस्करणों को स्टोर करते समय मॉड्यूल 12 मॉड्यूल 12 मॉड्यूल 11 मॉड्यूल 12 मॉड्यूल 13 डिस्क स्टोरेज की आवश्यकता बहुत अधिक होगी दोनों फाइलें केवल बेसलाइन संस्करण मॉड्यूल 11 को संग्रहीत करती हैं फिर मॉड्यूल 11 में बदलने के लिए आवश्यक चेंजिंस मॉड्यूल 13 फिर आवश्यक डिस्क स्थान बहुत कम होगा तो आरसीएस और एससीसीएस इस दृष्टिकोण का पालन करते हैं या करते हैं SCCS और RCS द्वारा प्रदान की जाने वाली चेंजिंस कंट्रोल सुविधाएँ वे क्या सुविधा प्रदान करते हैं वे शामिल हैं कि कैसे इस सेटअप व्यक्तियों पर प्रतिबंधों को शामिल करने की क्षमता है जो नए वर्जन बना सकते हैं इसलिए उचित क्या हैऑथराइजेशन की आवश्यकता है और कॉम्पोनेंटस को अंदर और बाहर की जांच करने की सुविधा है इसका मतलब है जो किसी को भी रिजर्व कर सकता है जो रिस्टोर ऑपरेशन कर सकता है ठीक है तो कौन प्रदर्शन कर सकता है और कौन रिजर्व प्रदर्शन कर सकता है और ऑपरेशन रीस्टोर कर सकता है और वे कैसे प्रदर्शन कर सकते हैं ये सुविधाएं इस टूल SCCS और RCS द्वारा प्रदान की जाती हैं व्यक्तिगत डेवलपर्स वे कॉम्पोनेंटस की जांच करते हैं और उन्हें संशोधित करते हैं फिर जब उन्होंने एक कॉम्पोनेंट में सभी आवश्यक चेंजिंस किए हैं और सभी चेंजिंसों की रिव्यू करने और सीसीबी द्वारा अप्रूव्ड किए जाने के बाद तो वे फिर से एससीएससी और आरसीएस में क्या मॉड्यूल बदला चेंज मॉड्यूल की जांच कर सकते हैं और मास्टर फाइल को इसके साथ बदल दिया जाता है अब SCCS की कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं मैंने आपको पहले ही बताया है कि SCCS एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है यह UNIX सिस्टम्स पर उपलब्ध है और यह केवल टेक्स्ट फ़ाइलों को कंट्रोल और मैनेज करने में मदद करता है यह संस्करणों को संग्रहीत करने का एक कुशल तरीका भी लागू करता है यह केवल बेसलाइन वर्जन और चेंजिंस के लिए आवश्यक चेंजिंसों को स्टोर करके ऑक्यूपाइड डिस्क स्थान की मात्रा को कम करता है न कि सभी संशोधनों को मान लीजिए कि एक मॉड्यूल 3 वर्जनसं में मौजूद है जो मैंने पहले ही आपको 11 मॉड्यूल की तरह बताया है मॉड्यूल 12 और मॉड्यूल 13 और SCCS बेसलाइन वर्जन 11 पर मूल को स्टोर करता है चेंजिंसों के साथ साथ जिन्हें इसे 11 और मॉड्यूल 13 में बदलना आवश्यक है और ये चेंजिंस या संशोधन जिन्हें वे डेल्टा के रूप में जाना जाता है इसलिए SCCS द्वारा प्रदान की जाने वाली एक्सेस कंट्रोल सुविधाएं वे घटकों को चेक इन और आउट करने की सुविधाओं को शामिल करती हैं व्यक्तिगत डेवलपर्स वे घटकों की जांच कर सकते हैं और उन्हें संशोधित कर सकते हैं और जब उन्होंने आवश्यकतानुसार मॉड्यूल को बदल दिया है और मॉड्यूल को सीसीबी द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण और सत्यापित किया गया है तो वे एससीएससी में परिवर्तित मॉड्यूल की जांच कर सकते हैं अब मास्टर कॉपी को इस मॉडिफाइड कॉपी के साथ बदल दिया जाएगा संशोधन सामान्य रूप से आरोही क्रम में संख्याओं द्वारा उत्पन्न होते हैं जैसे संशोधन 11 संशोधन 12 13 वगैरह एक कॉम्पोनेंट के वेरिएंट बनाना भी संभव है ठीक है यह भी संभव है किडेवलपमेंटके इतिहास में फोक का उपयोग करके एक फोक बनाकर एक कंपोनेंट के विभिन्न प्रकारों को बनाया जाए डेवलपमेंटके इतिहास में एक फोक बनाकर एक कॉम्पोनेंट के विभिन्न रूपों को बनाना भी संभव है तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल हैं आप इंटरनेट पर अन्य पुस्तकों से पता कर सकते हैं इसलिए अब मैं इसके साथ निष्कर्ष निकालूंगा कि मैं अन्य प्रोजेक्ट के कुछ उदाहरण दूंगा मैनेजमेंट टूल तो ये दो आरसीसीएस और एससीसीएस हैं स्पष्ट रूप से उनका उपयोग सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए किया जाता है लेकिन अन्य गतिविधियों के समर्थन के लिए अन्य प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल हैं जैसे सीपीएम के लिए गैंट चार्ट सीपीएम से निपटने के लिए वगैरह सीपीएम PERTetcetera से निपटने के लिए CPM PERT आदि अन्य प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल हैं इसलिए मैंने यहां कुछ अन्य प्रदर्शन करने के लिए कुछ अन्य प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल सूचीबद्ध किए हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से संबंधित गतिविधियाँ उदाहरण के लिए गैंट प्रोजेक्ट फ्रीवेयर ओके में से एक है उदाहरण के लिए गैंट प्रोजेक्ट फ्रीवेयर में से एक है यह जीपीएल लाइसेंस प्राप्त प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है यह एक बहुत ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत चलता है एक अन्य टूल है जिसे Microsoft प्रोजेक्ट कहा जाता है यह Microsoft Corporation का बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है यदि आप Microsoft क्या सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं तो आप यह देख सकते हैं और यह उपलब्ध है Microsoft सॉफ़्टवेयर जिसे आप कंप्यूटर जानते हैं तब आप देख सकते हैं कि यह Microsoft प्रोजेक्ट पहले से ही है Microsoft की उन्नत क्षमताओं की उन्नत क्षमताओं का समर्थन किया जाता है एक्सेस सॉफ्टवेयर के रूप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोजेक्ट सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्नत क्षमताएँ वे Microsoft ऑफिस प्रोजेक्ट सर्वर के साथ साथ Microsoft ऑफिस प्रोजेक्ट वेब एक्सेस सॉफ़्टवेयर के माध्यम से समर्थित हैं इसलिए यदि आप Microsoft कार्यालय में हैं तो आप अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं कि यह Microsoft प्रोजेक्ट सॉफ़्टवेयर है जिसका उपयोग आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गतिविधियों के लिए कर सकते हैं तो एक और सॉफ्टवेयर वहाँ Primavera प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के रूप में कहा जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला सूट तो आप देख सकते हैं कि दो संस्करण हैं यहां SureTrack एक है जो एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर है और Primavera 6 उन्नत सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर आप मैनेजमेंट से संबंधित गतिविधियों का भी उपयोग कर सकते हैं SureTrack के प्रोजेक्ट KickStart का उपयोग करके एक प्रोजेक्ट मैनेजर विभिन्न प्रोजेक्ट चरणों को परिभाषित कर सकता है लक्ष्यों को स्थापित कर सकता है बाधाओं की आशंका कर सकता है और विभिन्न असाइनमेंटों को प्रत्यायोजित कर सकता है इसलिए ये केवल बुनियादी चीजें हैं जो मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं आप पुस्तकों और इंटर्नेट से विवरण देख सकते हैं तो आइए हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूलों की विभिन्न विशेषताओं की तुलना करें जैसे गैंट प्रोजेक्ट देखें यदि आप CPM और PERT वगैरह को जानते हैं तो यह शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग को हैंडल कर सकता है तो गैंट प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का समर्थन करता है यह रिसोर्स मैनेजमेंट का भी समर्थन करता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि संसाधन मैनेजमेंट का प्रतिनिधित्व करने के लिए गैंट प्रोजेक्ट सबसे अच्छे सॉफ्टवेयरों में से एक है और यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इसी तरह Microsoft प्रोजेक्ट यह पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का समर्थन करता है आप पहले से ही शुरू में चर्चा कर चुके हैं इसलिए इसका समर्थन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता है यह वेब आधारित भी है यह PERT CPM और PERT के माध्यम से शेड्यूलिंग गतिविधियों का भी समर्थन करता है इसके अलावा कॉस्ट मैनेजमेंट Microsoft प्रोजेक्ट के माध्यम से समर्थित है और संसाधन मैनेजमेंट हम पहले ही संसाधन मैनेजमेंट पर चर्चा कर चुके हैं संसाधन मैनेजमेंट भी Microsoft प्रोजेक्ट के माध्यम से समर्थित है लेकिन यह एक खुला स्रोत सॉफ़्टवेयर नहीं है जब आप Microsoft पैकेज को लाइसेंस देते हैं तो आपको यह टूल मिलेगा इसके बाद प्राइमेरा स्योरट्रैक यह पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी समर्थन करता है यह एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर भी है यह CPM PERT वगैरह के माध्यम से शेड्यूलिंग गतिविधियों का समर्थन करता है और यह लागत मैनेजमेंट का भी समर्थन करता है यह रिसोर्स मैनेजमेंट का भी समर्थन करता है लेकिन यह ओपन सोर्स सॉफ़्टवेयर पर नहीं है तो ये कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल हैं जिन्हें हमने यहां सूचीबद्ध किया है उदाहरण के लिए कई अन्य प्रोजेक्ट हैं एक अन्य प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल को लिब्रे प्रोजेक्ट कहा जाता है तो आप अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से संबंधित गतिविधियों के लिए लिब्रे प्रोजेक्ट का उपयोग कर सकते हैं इसलिए आज हमने इस कक्षा में कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसीजरके विस्तृत चरणों के बारे में चर्चा की है हमने पहले ही देखा है इस वर्ग में हमने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसीजर का विवरण देखा है हमने SCCS RCS वगैरह जैसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल प्रस्तुत किए हैं हमने कुछ अन्य प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जैसे कि Microsoft प्रोजेक्ट और प्राइमेरा भी प्रस्तुत किए हैं और ये गैंट प्रोजेक्ट लिबरे प्रोजेक्ट वगैरह हैं हमने इन पुस्तकों से प्रतिनिधित्व लिया है